पिछले कुछ सत्रों में हम अनुमानों के मामलों पर चर्चा कर रहे हैं जहां सीमांत लागत का ज्ञान अगले वर्ष के लिए डेटा प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आज हम इसी तरह के मामले को जारी रखने जा रहे हैं जहां पिछले वर्षों की जानकारी दी गई है और आपको प्रक्षेपण के लिए उपलब्ध डेटा का उपयोग करना होगा और हमें एक छोटा सा निर्णय लेने में प्रबंधन की मदद भी करनी होगी मुझे उम्मीद है कि आपको प्रिंटआउट मिल गया होगा कृपया मामले को ध्यान से पढ़ें डेटा या सूचना केवल अंत में नहीं दी गई है यह बीच में कहीं दी गई है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे ध्यान से पढ़ें और उस बिंदु को रेखांकित करें जो महत्वपूर्ण है बहुत सारे डेटा हो सकते हैं जो अप्रासंगिक हो लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डेटा होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं तो बस उस विशेष भाग को रेखांकित करें मैं आगे बढ़ूंगा मैं हर पंक्ति को नहीं पढ़ूंगा लेकिन आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं तो चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है और कई सारी शीर्ष सीमेंट कंपनियों का घर है विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं के रूप में सड़क नेटवर्क वगैरह आ रहे हैं सड़क नेटवर्क आवास परियोजनाएं आ रही हैं कई सरकार द्वारा समर्थित हैं इससे अधिक बिक्री होने की संभावना है इतना ही नहीं आने वाले वर्षों में और अधिक वृद्धि की उम्मीद है जिससे भारत में शीर्ष सीमेंट कंपनियों का विकास भी होगा बिक्री में अपेक्षित वृद्धि दर 2015 में 10 15 प्रतिशत है यह याद रखिए कि दिया गया डेटा 2014 का डेटा है अब हमें 2015 के लिए प्रक्षेपण की आवश्यकता है आप अंतिम भाग को पढ़ सकते हैं यदि आप दी गई जानकारी का उपयोग करना चाहते हैं तो मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आशावादी और निराशावादी दोनों प्रकार के अनुमान करें सामान्य और रियायती मूल्य पर भी प्रति इकाई लागत की सलाह की गणना करें अगर प्रबंधन बिक्री की लागत पर 20 प्रतिशत के मार्जिन की इच्छा रखता है तो मूल रूप से आपको 15 मार्च को समाप्तहोने वाले वर्ष के लिए प्रक्षेपण करना होगा यह वास्तविक जानकारी पर आधारित है इसलिए मैंने कोई भी वर्ष नहीं बदला है तो आप देखेंगे कि इस पैरा में पहले दी गई अधिकांश जानकारी सिर्फ जानकारी के लिए है लेकिन अंतिम दो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं कृपया उन पंक्तियों को रेखांकित करें क्या दिया गया हैकि बिक्री में अपेक्षित विकास दर 10 या 15 है 10 और 15 के बीच है उन्होंने हमें निराशावादी और आशावादी गणना करने के लिए कहा है तो निराशावादी गणना 10 आशावादी गणना है 15 होगी कृपया इस 10 और 15 प्रतिशत को रेखांकित करें अब विक्रय मूल्य भी 10 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है फिर से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस 10 प्रतिशत को रेखांकित करें इसी प्रकार पढ़ते जाइए जहाँ कहीं भी आप कुछ जानकारी पाते हैं जो प्रक्षेपण के लिए उपयोगी है आपको इसे रेखांकित करना होगा अब कंपनी को 1979 में जयपुर में बंगुर परिवार द्वारा स्थापित किया गया था औरकुछ जानकारियाँ सीमेंट क्षमता वाले स्थानों नई परियोजनाओं कई ब्रांडों के बारे में दी गई है कुल कर्मचारी ताकत 4698 है यहां एक छोटी लाइन है कर्मचारी की लागत 15 प्रतिशत बढ़ रही है यह बहुत महत्वपूर्ण है आपको इसे रेखांकित करना होगा मुझे आशा है कि आप इसे स्वयं पहचानने में सक्षम हैं खुशी के असाधारण स्वदेशी मॉडल श्री के एचआर पहल कोमजबूत करता है एक महत्वपूर्ण भूमिका इत्यादि निभाता है यह भारतीय नैतिक सिद्धांतों का पालन करने वाली कंपनी हैं तो इसे पढ़ने के लिए जाएं और कुछ जानकारी को चिह्नित करें जो हमें प्रक्षेपण के लिए मदद करती हो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो यह कहता है कि कंपनी को उम्मीद है कि कर्मचारी लागत को छोड़कर इसकी परिचालन लागत 10 से 12 प्रतिशत बढ़ सकती है क्योंकि यह पहले से ही दिया गया है कि कर्मचारियों की लागत 15 प्रतिशत बढ़ रही है क्योंकि वे वेतन में वृद्धि देने में थोड़ा उदार हैं लेकिन अन्य खर्चों के लिए वे 10 से 12 प्रतिशत की सीमा में बढ़ रहे हैं तो कृपया इसे नोट करें हाँ यहां एक अंतिम पैरा दिया गया था जिसमें दी गई जानकारी का उपयोग करके हमें 15 के लिए प्रक्षेपण करना होगा आशावादी और निराशावादी दोनों इसलिए कृपया दो कॉलम बनाएं और सीमेंट की सामान्य कीमतों और रियायती कीमतों पर सलाह दें अगर प्रबंधन बिक्री की लागत पर 20 प्रतिशत का मार्जिन चाहता है तो उसके बाद परिवर्तनशीलता प्रतिशत के बारे में एक तालिका दी गई है अब लागत संरचना और परिवर्तनीय लागत तो कच्चा माल 90 प्रतिशत बिजली और ईंधन 80 प्रतिशत और इसी तरह और किसी व्यवस्थापक को बेचने का भी ब्रेकअप दिया गया है क्योंकि कुल लागत दी गई है जिसमें 80 प्रतिशत बिक्री का है और 20 प्रतिशत व्यवस्थापक का है और L का 14 मार्च तक का खाता दिया गया है तो अन्य सभी आइटम सीधे दिए गए हैं लेकिन बिक्री और व्यवस्थापक एक साथ दिए गए हैं उन्हें 80 20 इस अनुपात में तोड़ दिया जाना चाहिए और बाकी डेटा उपयोगी है अंतिम पंक्ति आपको लाख मीट्रिक टन में बिक्री के बारे में भी बताती है अब पिछले वर्ष के इस P और L खाते को लें लीजिए यह P और Lकी पूर्ण जानकारी नहीं है लाभ और हानि के बारे में जानकारी दी गई है इससे पिछले वर्ष के लाभ की गणना करें जो मार्च14 है फिर दो कॉलम बनाएं या 15 एक निराशावादी के लिए एक आशावादी के लिए और सभी जानकारियाँ लागू करें जो लागत संरचना परिवर्तनशीलता में परिवर्तन इत्यादि के बारे में दी गई हैं और तब मार्च 15 के लिए अनुमान लगाएं तो क्या आप तैयार हैं कृपया इसे मेरे साथ करें लेकिन समय बचाने के लिए मैंने आपके लिए प्रारूप तैयार कर दिया है इसलिए यह 2014 के लिए डेटा हैजैसा कि दिया गया है आरएम लागत का डेटा 494 दिया गया है मुझे लगता है कि आपको याद है कि हमें परिवहन खर्चों को परिवर्तनीय और निश्चित में तोड़ने की आवश्यकता है तो उन्हें छोड़िए यह अनुमानों को बनाने में मददगार होगा इसलिए इन सभी पांच लागतों को आप तोडेंगे फिर आप मूल्यह्रास भी लेंगे फिर की लागत प्राप्त कीजिए तुलनात्मक बिक्रीनिकालिए आप परिचालन लाभ प्राप्त करेंगे फिर अन्य आय ब्याज वगैरह और उसके बाद 2015 के लिए प्रदर्शित करने की कोशिश कीजिए क्या आप मेरे साथ है आइए हम एक एक करके समाधान देखने की कोशिश करें तो अब आरएम के परिवर्तनीय घटक को आप जानते हैं कि दी गई जानकारी के अनुसार 90 प्रतिशत परिवर्तनशील था यह पिछले वर्षों की आरएम लागत है इसलिए हमने 90 प्रतिशत से गुणा किया है जो 8586 तक आता है याद रखें कि अभी कोई प्रक्षेपण नहीं है यह सिर्फ पिछले वर्षों का डेटा है अब यह डेटा अनुमान लगाने के लिए उपयोगी होगा अब निर्धारित लागत 954 गुना 10 प्रतिशत क्योंकि परिवर्तनीय लागत माफ कीजिएगा कच्चा माल 90 प्रतिशत परिवर्तनशील और 10 प्रतिशत निश्चित है क्या आपको समझ रहे हैं इसी प्रकार प्रत्येक घटक के लिए करना है तो आप इस शीट पर जा सकते हैं आपको आरएम के लिए परिवर्तनशीलता का यह प्रतिशत मिल जाएगा यह 90 प्रतिशत है शक्ति के लिए यह 80 है कर्मचारी के लिए यह 70 है और इसी तरह औरों के लिए इसलिए परिवर्तनीय बिजली लागत 11032 परिवर्तनीय निश्चित लागत 2758 कर्मचारीपरिवर्तनीय लागत 276 निश्चित 118 अन्य विनिर्माण व्यय यहां बिक्री के लिए परिवर्तनशीलता का प्रतिशत नहीं दिया गया है हम नीचे जा सकते हैं यह अन्य विनिर्माण व्यय है इसलिए हमने इसे स्थिर मान लिया है क्योंकि आप देखेंगे कि अधिकांश परिवर्तनशील वस्तुएँ पहले से ही दी जा चुकी हैंजैसे कि कच्चा माल बिजली तोइसके निश्चित लागत होने की संभावना अधिक है इसलिए हमने इसे उसी प्रकार से लिया है जैसी यह दी गई है अब बिक्री बिक्री के लिए के लिए आपको दो काम करने होंगे आप देखेंगे कि बिक्री और व्यवस्थापक लागत 596 को एक साथ दिया गया है और उन्होंनेबिक्री के लिए 80 प्रतिशत और व्यवस्थापन के लिए 20 प्रतिशत का ब्रेकअप दिया है इसलिए पहले बिक्री की लागत के रूप में 596 का 80 प्रतिशत लें और फिर उस पर परिवर्तनशीलता का प्रतिशत लागू करें जो कि बिक्री खर्चों के लिए 60 प्रतिशत है तो 596 बिक्री लागत गुना 08 गुना 06 निश्चित लागत गुना 08 गुना 04 है व्यवस्थापक लागत के लिए व्यवस्थापक लागत केवल 20 प्रतिशत है इसलिए 596 गुना ०२ गुना 01 और निश्चित भाग 02 गुना 09 है यह 596 कुल एस और डी प्लस एडमिन था जिसे हमने चार भागों में तोड़ दिया है मूल्य ह्रास अपरिवर्तित रहेगा तो आप देख सकते हैं कि मूल्य ह्रास लागत 550 थी अब आपके पास सभी डेटा उपलब्ध हैं आप कुल की गणना कर सकते हैं जो बिक्री की लागत है इसलिए मुझे 5065 मिल रहा है कृपया जाँच करें कि क्या आप आपको भी मिल रहा है निश्चित रूप से कुल किसी भी तरह से आप तोड़े बिना भी कर सकते थे लेकिन प्रक्षेपण उद्देश्यों के लिए ब्रेकअप सहायक होता है अब बिक्री यह सीधे 5887 दी गई है इसलिए आपको परिचालन लाभ 822 अन्य आय 104 के रूप में मिलती है इसलिए पीबीआईटी 926 है इस पर ब्याज चार्ज करें जो 129 है कर से पहले का लाभ 797 है मुझे लगता है कि इस पत्र में उन्होंने कर देने से पूर्व का लाभ नहीं दिया था तो मूल्य ह्रास तक सभी आइटम दिए गए हैं जिसमें से हमें पीबीटी के इस आंकड़े की गणना करनी है क्या आप मेरे जैसा ही आंकड़ा प्राप्त कर रहे हैं हम इसकी जाँच करते हैं मेरे साथ इसे कीजिए अब इन पर टैक्स लगेगा यह राशि आपको दी गई है यह 124 है इसलिए कर के बाद लाभ निकालिए जो कि 697 क्षमा करें 673 पीबीटी माइनस टैक्स कर के बाद का लाभ आपको मिलेगा उसके बाद उन्होंने कुछ अतिरिक्त जानकारी दी हैं जैसे कि इक्विटी लाभांश और कॉर्पोरेट लाभांश कर जो वास्तव में लागत लेखांकन का हिस्सा नहीं है लेकिन हम इसका केवल उल्लेख करेंगे ताकि हम बरकरार रखी गई आय की गणना कर सकें तो लाभांश प्लस लाभांश कर 90 है और बरकरार रखी गई कमाई 583 है अब उन्होंने हमें मीट्रिक टन में कुल बिक्री भी दी है हम इसका उल्लेख करेंगे क्योंकि हम प्रति इकाई लागत की गणना करना चाहते हैं इसलिए 124 लाख मीट्रिक टन और हमने प्रति इकाई लागत की गणना की है C22 भागे C 36 से C 22 क्या है यह मूल्य ह्रास सहित बिक्री की लागत थी लेकिन इसमें अन्य आय और ब्याज शामिल नहीं है बिक्री की इस लागत 5065 124 से विभाजित है तो आपको 4084 मिलता है यह प्रति मीट्रिक टन सीमेंट की लागत है इसमें भी सीमेंट की कुछ किस्में हो सकती हैं लेकिन हमने यह मान लिया है कि उनके पास एक समान बिक्री है यह दिए गए मामले के अनुसार 124 लाख मीट्रिक टन है इस आधार पर आपको 4084 प्रति मीट्रिक टन का यह आंकड़ा मिलता है इसीलिए इसे 100 से गुणा किया जाता है क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है क्योंकि अन्य सभी आंकड़े करोड़ों में थे केवल बिक्री लाखों मीट्रिक टन में दी गई है इसलिए जब आप विभाजित करते हैं तो आपको 100 से गुणा करना होगा इसलिए आपको प्रति मीट्रिक टन लागत 4087 मिलती है ठीक है अब यहां मान लें कि प्रोजेक्शन करने से पहले आपको रियायती बिक्री मूल्य सामान्य विक्रय मूल्य और रियायती बिक्री मूल्य की गणना करने की आवश्यकता है तो आप इसे कैसे करेंगे विक्रय मूल्य की गणना के नियम के अनुसार यह दिया गया है कि प्रबंधन बिक्री की लागत पर 20 प्रतिशत के मार्जिन की इच्छा रखता है आप सामान्य और रियायती बिक्री मूल्य पर सलाह दीजिए हमें अनुमानित दृष्टि से देखना चाहिए कि सामान्य विक्रय मूल्य क्या होगा हम प्रति इकाई उनकी लागत जानते हैं इसका उपयोग करके आप इस कारण की गणना कर सकते हैं कि वे पूछ रहे हैं या वे कोशिश कर रहे हैं या वे लागत पर 20 प्रतिशत की मार्जिन चाह रहे हैं तो 4087 गुना 12 सामान्य बिक्री मूल्य होगा समझ रहे हैं हम अभी तक दिए गए डेटा के लिए अगले वर्ष का अनुमान नहीं लगा रहे हैं हम सामान्य बिक्री मूल्य की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं अब रियायती बिक्री मूल्य कितना होगा क्योंकि दिए गए मामले पर सामान्य और रियायती बिक्री मूल्य के बारे में सलाह दीजिए तो यदि आपको याद हो तो हमने कुछ मामले विशेष मूल्य निर्धारण या सरकारी अनुबंध या उन अनुबंधों पर किए हैं जहां सामान्य बाजार प्रभावित नहीं हैं इसलिए आम तौर पर यहां आप बिक्री की परिवर्तनीय लागत और कुछ लाभ मार्जिन पर बेचेंगे अब यहाँ पर परिवर्तनीय लागत दी गई है अब आपके पास परिवर्तनशील प्लस निश्चित भाग का ब्रेकअप है इसलिए सबसे पहले बिक्री की कुल परिवर्तनीय लागत की गणना करें जो कि 2536 है बस जांच लें कि कौन से घटक लिए गए हैं 5 8 11 15 और 18 हैं तो आप और ऊपर जा सकते हैं 5कच्चे माल का परिवर्तन ही भाग है फिर 8 शक्ति का और ईंधन का 11 15 18 क्या आप यह आंकड़े समझ रहे हैं 5 81115 और 18 हमने विविध निर्माण व्यय नहीं लिए हैं क्योंकि हमने सभी को निश्चित मान लिया है ठीक है अब बिक्री की इस परिवर्तनीय लागत के आधार पर रियायती बिक्री मूल्य की गणना करने का प्रयास करें तो रियायती बिक्री मूल्य कितना होगा अपने मानक के अनुसार वे बिक्री लागत पर 20 प्रतिशत की उम्मीद करते हैं इसलिए रियायती मूल्य के मामले में यह बिक्री की परिवर्तनीय लागत पर 20 प्रतिशत होगा तो C 42 गुना 12 जो 3043 होगा सामान्य बिक्री मूल्य 4901 होगा रियायती मूल्य किसी भी निश्चित लागत को चार्ज किए बिना है लेकिन 20 प्रतिशत का मामूली लाभ चार्ज कर रहा है इसलिए 3043 ठीक है इसलिए इन प्रश्नों के अनुसार उन्होंने हमें 2015 के लिए गणना करने के लिए कहा है लेकिन पहले हमने इसे 14 के लिए किया है अब यदि आप प्रति लाख मीट्रिक टन 124 की बिक्री पर विचार करते हैं तो ये कुल आंकड़े करोड़ रुपये में थे प्रति इकाई लागत 746 होगी और इसलिए रियायती मूल्य जो कि 20 प्रतिशत है 896 प्रति मीट्रिक टन आता है यह अंतिम उत्तर है आप समझ रहे हैं इस 746 की गणना कैसे की जाती है बस यह निरीक्षण करें कि यह 29 भागे 43 हाँ यह 43 है और यह 42 भागे 43 होना चाहिए मैं यहां सिर्फ एक बदलाव करूंगा क्या आप इसे समझ रहे हैं 42 एक परिवर्तनीय बिक्री लागत और प्रति इकाई बिक्री थी प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत वास्तव में 2045 होगी मैं इसे और अधिक स्पष्टता के लिए यहां निर्दिष्ट करूंगा कि यह प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत है और रियायती बिक्री मूल्य C 44 गुना 12 हैआप इसे समझ रहे हैं मुझे लगता है कि मैं इसे हटा दूंगा क्योंकि अन्यथा आप भ्रमित हो जाएंगे तो अब नियमित बिक्री मूल्य यह है और रियायती बिक्री मूल्य बहुत कम है यह वर्तमान वर्ष के लिए 2454 है क्या आप सभी को समझ आ गया है अब हम प्रक्षेपण के लिए आगे बढ़ते हैं अब कच्चे माल की परिवर्तनीय लागत आपको ज्ञात है आप कैसे आशावादी प्रक्षेपण करेंगे आशावादी प्रक्षेपण के लिए 115 गुना 11 में देखें हम मामले में फिर से जाएंगे अब यह बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है यदि हम कच्चे माल की लागत के अनुभाग में जाते हैं तो सबसे पहले अपेक्षित विकास दर 10 से 15 प्रतिशत है तो निराशावादी 10 है आशावादी 15 है और कच्चे माल की लागत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है क्या उन्होंने कोई संकेत दिया है देखिए परिचालन लागत 10 से 12 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है और कच्चे माल की लागत के बारे में क्या मुझे लगता है कि कर्मचारी लागत के अलावा अन्य सब कुछ 10 से 12 प्रतिशत होगा तो कच्चे माल की लागत में भी 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि होने जा रही है देखिए कि यह एक आशावादी प्रक्षेपण है हम 15 प्रतिशत वृद्धि पर विचार करने जा रहे हैं यह मात्रा में एक वृद्धि है जो उच्च पक्ष है लेकिन कीमतों का निम्न पक्ष की तरफ विकास अर्थात कच्चे माल की कीमतें तो आप को 1086 मिल रहा है अब निश्चित घटक के लिए हम केवल 10 प्रतिशत वृद्धि पर विचार करेंगे जो कि 104 है अब यदि आप निराशावादी के लिए गणना करने का प्रयास करते हैं तो देखें कि निराशावादी में क्या होता है कम विकास दर को केवल १० प्रतिशत लिया जाता है तो 11 लेकिन लागत में ज्यादा वृद्धि की संभावना जोकि 12 प्रतिशत है कच्चे माल की लागत माफ कीजिएगा कोई भी लागत उस मामले के लिए 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढ़ सकती है निराशावादी मेंहम लागत में 12 प्रतिशत की वृद्धि और मात्रा में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि देख रहे हैं तो यह 1097 है जहां तक निश्चित लागत का सवाल है यह वैसे भी मात्रा से प्रभावित नहीं होता है लागत में केवल 12 वृद्धि पर विचार कीजिए क्या आप समझ रहे हैं मुझे आशा है कि यह आपको स्पष्ट है और अब समय बचाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी करूंगा अब बिजली और ईंधन यह यहाँ परिवर्तनशील है इसलिए इसे 15 प्रतिशत और 11 प्रतिशत या 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है अर्थात 115 110 किया गया है लेकिन निराशावादी गणना के लिए हम 11 112 लेंगे निश्चित लागत के लिए निर्धारित लागतकेवललागत में परिवर्तन की वजह से परिवर्तित होती है इसका मात्रा से कुछ भी लेनदेन नहीं है तो यह 10 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से बढ़ती है ठीक है तो 11 से गुना और निराशावादी मामले में 112 से गुना क्या आप मुझे समझ रहे हैं कृपया अगली कर्मचारी लागत के लिए समान अनुपात लागू करें लेकिन यदि आपको याद है यह दिया गया था कि कर्मचारी लागत में 15 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है तो आशावादी गणना के लिए यह 115 गुना 115 है निराशावादी गणना के लिए यह 11 गुना 115 है क्योंकि कर्मचारी लागत की निश्चित भाग के लिए यह किसी भीपरिस्थिति में में 15 प्रतिशत की वृद्धि के लिएजा रही है दोनों मामलों में यह 15 प्रतिशत की वृद्धि है अन्य विनिर्माण व्यय यह 10 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से बढ़ेंगे क्योंकि क्योंकि अन्य सभी लागते 10 या 12 से बढ़ेगी वे निश्चित प्रकृति के हैं इसलिए कोई घटक परिवर्तनशील नहीं है अब S और Dके परिवर्तनीय भाग में जाते हैं तो यही नियम लागू होता है 115 गुना 11 और गुना 112 निश्चित भाग के लिए गुना 11 और गुना 112 क्या आप मुझे समझ रहे हैं यही नियम परिवर्तनशील भाग के लिए लागू होता है मैं बस थोड़ा तेज़ हो जाऊंगा कृपया इसकी जाँच करें दी गई जानकारी के अनुसार मूल्य ह्रास के लिए कोई परिवर्तन नहीं इसलिए हम सिर्फ उन्हीं आंकड़ों को जारी रखेंगे अब आपको आशावादी और निराशावादी दोनों के लिए डेटा मिला है सभी जानकारियों के लिए कृपया कुल जांच करें कुल बिक्री की लागत देता है आप यहां देख सकते हैं आशावादी 5956 है निराशावादी 5903 है आशावादी बिक्री के लिए 15 प्रतिशत और निराशावादी बिक्री के लिए बिक्री 10 प्रतिशत से बढ़ेगी अब परिवहन लाभ परिवहन लाभ बिक्री माइनस बिक्री लागत है इसलिए आपको 1490 और 1219 मिल रहे हैं अन्य आय वही रहने वाली हैं पीबीआईटी की गणना कीजिए जोकि 1594 और 1323 है ब्याज में कोई बदलाव नहीं होगा यह 129 है तो आप पीबीटी की गणना कर सकते हैं जो 1465 या 1194 है आप कर की गणना कैसे करेंगे हम पहले वर्ष की तरह ही परिदृश्य लागू करेंगे लेकिन इसके लिए कर दर की गणना करना बेहतर है इसलिए हमने पहले वर्ष के लिए कर दर की गणना की है जो C 32 भागे C 31 है यह आपको 15 प्रतिशत के रूप में मिलेगा अब यह आशावादी और निराशावादी दोनों परिदृश्य में 15 प्रतिशत का शुल्क लिया गया है अन्य आंकड़े अपरिवर्तित हैं जैसे कि पीएटी इक्विटी लाभांश प्रतिधारित कमाई इत्यादि अब मात्रा के संदर्भ में बिक्री को देखें आशावादी के लिए बिक्री 15 प्रतिशत से बढ़ती है और निराशावादीके लिए बिक्री 10 प्रतिशत से बढ़ती है और यह आशावादी और निराशावादी के लिए प्रति इकाई लागत है अब बिक्री मूल्य सामान्य आशावादी 5012 लेगा और निराशावादी 5093 लेगा क्या आपको यह पता है कि इसकी गणना कैसे की गई है आपको पता है कि यह कैसे गणना की जाती है कि हम प्रति इकाई लागत प्राप्त करते हैं और 20 प्रतिशत जोड़ते हैं रियायती के लिए आपको पहले परिवर्तनीय लागत की गणना करनी होगी अबपरिवर्तनीय लागत का कुल लिया जाता है आपको बिक्री की मात्रा पता है प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत की गणना कीजिए और इसमें 20 प्रतिशत जोड़िए और यह हमें रियायती मूल्य देता है क्या आप मुझे समझ रहे हैं मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको स्पष्ट है कृपया इसे हल करने का प्रयास करें क्योंकि मैं हल कर रहा हूं और अब आप दोबारा जांच सकते हैं जो मैंने किया है ठीक है तो इस के साथ हम यहां रुकेंगे धन्यवाद